अब हम अपने पाठ्यक्रम के दूसरे भाग में जाते हैं दूसरा व्याख्यान संचार वातावरण कम्यूनिकेटिव एनवायरनमेंट Communicative Environment के बारे में ही है अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें यह एक अवलोकन है कि हम क्या करने जा रहे हैं लेकिन एक बार हमने जो पिछले सत्र में किया था उसे दोहरा लेते हैं हमने संचार के बुनियादी पहलुओं के बारे में बात की जैसे कि इम्प्लिसित और एक्सप्लिसित संचार हमने इस बारे में संचार प्रक्रिया कैसे होती है संचार के विभिन्न अवरोध और संचार के फ़िल्टर संचार माडेल को बरेमे बात की थी आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों है कि ये तत्व प्रासंगिक हैं अगर आप सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं मैं संस्कृति और संदर्भ के तत्वों पर ध्यान देना चाहूंगा निश्चित रूप से हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जो हम आम तौर पर संवाद के लिए उपयोग करते हैं और यदि आप इस स्लाइड को देखते हैं तो आप पाएंगे कि शुरुआत में हमने तीन या चार अलग अलग श्रेणियों के बारे में बात की है जैसे वर्बल नॉन वर्बल म्यूजिकmusic अथवा दृश्यvisuals और फिर अंत में हम नई तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं और यह महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि नई तकनीक के आगमन के साथ जिस तरह से हम संवाद करते हैं वह बदल गया है क्योंकि आप देखते हैं कि संचार एक प्रतीकात्मक कार्य है संचार एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जहाँ कुछ सन्देश मिल रहा है कहते हैं कि आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप किसी तरह से दूसरे व्यक्ति से संवाद करना चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति से नाखुश नहीं हैं या आपके साथ सब कुछ ठीक है तो यह एक प्रकार का प्रतीकात्मक कार्य है यह मुस्कान अपने आप में यह नहीं बताती है कि आप खुश हैं लेकिन यह एक सामाजिक कार्य है इसलिए यदि आप प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं तो प्रत्येक चिन्ह एक विशिष्ट प्रतीकात्मक कार्य करता है और ये कृत्य बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर हमें सामाजिक मनुष्यों को समाज में योगदान करने के लिए सार्थक बनाना है तो समाज के भीतर सार्थक रूप से नवीगेट करना है इसलिए हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं हम महसूस करते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स के संदर्भ में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन फिर आप मुझसे पूछेंगे कि कम्युनिकेशन के एप्लिकेशन में सीधे क्यों ना जाएँसीधे सुनने और बोलने के स्किल में ही क्यों न जाएं क्योंकि स्वयं को प्रतिबिंबित करना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पहले कि हम आत्म संचार करें कि हम कैसे संवाद करते हैं कुछ निश्चित अवधारणाओं का होना महत्वपूर्ण है जिनके साथ संवाद करना है और यह विशेष रूप से यहा कारण है कि हम अवधारणाओं को देख रहे हैं दूसरे ये अवधारणाएँ बार बार सामने आएंगी संदर्भ में और साथ ही उदाहरण के लिए जब हम तनाव के बारे में बात कर रहे थे जब हम बात कर रहे हैं तो हमें रवैया अपनाने दें जब हम बात कर रहे थे अनुनय अचानक महसूस होगा कि जिस अवधारणा को हमने यहां पेश किया है उनमें से कुछ वहां प्रासंगिक हो जाएंगी और यह कारण है कि हम अवधारणाओं को देख रहे हैं इसलिए इस पृष्ठभूमि को निर्धारित करते हुए अब देखते हैं कि हम आज क्या करने जा रहे हैं मैंने पहले ही रेखांकित किया है कि हम आज क्या करने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले कि आप इस पाठ्यक्रम को शुरू करें हम जानेंगे की आप कितने अच्छे संचारक हैं यह जानने के लिए आप एक सर्वेक्षण में हिस्सा ले सकते हैं यहाँ एक लिंक पहले ही उपलब्ध कराए गए हैं जिससे आप यह जान सकते हैं पहला सर्वेक्षण डाउनलोड किया जा सकता है यह एक पीडीएफ दस्तावेज़ है और यह लुइसविले विश्वविद्यालय का हैं दूसरा एक स्वचालित उपकरण है और आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको एक अंक प्राप्त होगा अब यह पहचानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि ये सर्वेक्षण कितने कठोर रूप से बनाए गए हैं या ये सर्वेक्षण कितने अच्छे हैं यह बहुत प्रासंगिक भी नहीं है मेरा मतलब है कि आपने कितना बुरा प्रदर्शन किया है या कितना अच्छा किया है इससे फरक नहीं पड़ता ऐसा नहीं है कि यह एकमात्र सर्वेक्षण है जो उपलब्ध है और यह आपके बारे में अंतिम निर्णय दे रहा है कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं या आप बहुत बुरे कलाकार हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अपने आप से ईमानदार होना है यदि आप इस सर्वेक्षण को करते हैं तो आप पहचान पाएंगे कि आप सामान्य स्तर पर संचार के संदर्भ में कहाँ खड़े हैं आपको दो सर्वेक्षण देने का कारण यह है ताकि आप स्कोर की तुलना कर सकें और प्राप्त कर सकें की आप एक संचारक के रूप में आप कहां खड़े हैं ध्यान रहे ये सर्वेक्षण इस बात के बारे में नहीं हैं कि आप अंग्रेजी में कितने प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं आज हमारे संदर्भ में महत्वपूर्ण है लेकिन सामान्य तौर पर विभिन्न चैनलों का उपयोग करके जिनके बारे में हमने शुरुआत में ही बात की है आप कितने अच्छे संचारक हैं यह पता लगाया जा सकता है मुझे आशा है कि आप सर्वेक्षण पूरा करेंगे और हम चर्चा मंच में एक लिंक या गोगल फॉर्मया एक टेम्पलेट दाल सकते हैं जहाँ आप या तो अपना नाम अथवा अपने स्कोर डाल सकते हैं यह कुछ विचार देगा कि सत्र की शुरुआत में कक्षा का यह कौशल स्तर कहां तक सही है यह प्रासंगिक होगा क्योंकि पाठ्यक्रम के अंत में शायद हम इस सर्वेक्षण को फिर से लेंगे और हम सामान्य रूप से पाएंगे कि कक्षा में कितना सुधार हुआ है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस सर्वेक्षण को गंभीरता से लें अब हम उन अंको पर चलते हैं जो हमने अवलोकन में रूपरेखा में किए हैं जो आप पाठ्यक्रम में अपनाएंगे आप पा सकते हैं कि बोलने और सुनने में प्रकाश डाला गया है पर पढ़ने और लिखने पर नहीं क्योंकि कुछ अर्थों में हमारा ध्यान सामाजिक लेनदेन पर है यह सच है कि आप टेक्स्टिंग का उपयोग करते हैं आप आधुनिक संदर्भ में त्वरित लेनदेन के लिए लेखन या किसी अन्य प्रकार का उपयोग करते हैं इसलिए जब हम नई तकनीकों के बारे में बात करते हैं तो हम उनके बारे में संक्षेप में बात करेंगे और पढ़ना एक ऐसी चीज है जिसे पर हम यहाँ पर प्रकाश नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यह मुख्य फोकस नहीं है लेकिन जब यह बोलने और सुनने की बात आती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण होंगे जैसा कि हम अगले कुछ व्याख्यानों में पड़ेंगे साथ ही जब हम अनुनय के बारे में बात करते हैं जब हम लेनदेन के बारे में बात करते हैं तब हम इसके संघर्षों के बारे में बात करते हैं क्योंकि यह मूल रूप से अंतर वैयक्तिक संचार के माध्यम से ये चीजें ज्यादातर होती हैं ऐसा नहीं है कि यह लेखन के माध्यम से नहीं हो सकता है लेकिन आम तौर पर वे मुख्य रूप से बोलने और सुनने के माध्यम से होते हैं जो आपकी आवाज़ और स्वर के माध्यम से होते हैं और इसलिए सॉफ्ट स्किल्स के संदर्भमे मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसा कि मैंने कहा था जब हम नई तकनीकों के बारे में बात करते हैं हम टेक्स्ट के कुछ पहलुओं टेक्स्ट शिष्टाचार और टेक्स्ट को संप्रेषित करने के लिए क्या करेंगे हम वास्तव में यह जानने के लिए आपकी सहायता से कुछ प्रयोगों का आयोजन कर सकते हैं कि हम कैसे पाठ करते हैं कैसे संवाद करते हैं और परिणामों की पहचान करते हैं यह बहुत ही रोमांचक होगा और हम इसे बाद के हफ्तों में करेंगे क्योंकि हम इस पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं हालाँकि जब हम पहले दो के बारे में बात करते हैं तो हम बात करेंगे मौखिक के बारे में जो बोला जा सकता है और जो सुना जा सकता है हमे बोलने से पहले चीजों को सुनना अधिक महत्वपूर्ण है सुनने के कई आयाम हैं और अगली बात जो हमारे पास है उसे सुनकर शुरू करेंगे और बहुत बार प्रभावी सुनने से प्रभावी बोलने को बढ़ावा मिलेगा जिस पर हम कम से कम दो व्याख्यान देंगे जो बोलने के साथ और फिर बाद में बातचीत के साथ व्यवहार करेंगे अब जब हम बोलने के बारे में बात करते हैं तो आवाज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब हम आवाज के बारे में बात करते हैं तो आवाज भावनाओं को ले जाने का प्रबंधन करती है और वह बहुत दिलचस्प निहितार्थ हैं कि हम लोगों का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि वे ईमानदार बेईमान ईमानदार हैं जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है तो कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं उजागर करना चाहूंगा हम चेहरे के भावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं अब चेहरे के भाव हमारे सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब आप चीजों की चर्चा कर रहे होते हैं तो महसूस करते हैं कि कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं जो खुश दिखते हैं कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से दुखी दिखते हैं हमारे पास कुछ मुखौटे हैं अब यह संभव है कि जो लोग दुखी दिखते हैं वे वास्तव में दुखी हो सकते हैं यह भी संभव है कि जिस तरह से उनके चेहरे को सामान्य रूप से व्यक्त किया जाता है वह बाहर की दुनिया के लिए तटस्थ हो इसलिए लेकिन बहुत तथ्य यह है कि चेहरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिस क्षण कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आप उसका चेहरे को देखते हैं उसका चेहरा कमजोर दिख सकता है ईमानदार दिख सकता है उत्साहजनक दिख सकता है या फिर दोस्ताना दिख सकता है हर तरह की जानकारी चेहरे से आती है और चेहरे के विभिन्न पहलुओं में अलग अलग मांसपेशियों पर चेहरे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बहुत सारे शोध किए गाए है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम बहुत बाद में बहुत विस्तृत तरीके से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं क्योंकि सामाजिक लेनदेन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है चीजों का महत्वपूर्ण पहलू है और क्या इसका टकराव है चाहे इसकी वार्ता हो या चाहे इसके अनुनय और नेतृत्व हो अब चेहरे के भाव सर्वोपरि महत्व होंगे और इसलिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते जाएंगे मुद्राएं और इशारे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित हैं और अगर आपको पहले की बात याद है तो हमने गुप्त संचार या अनजाने संचार के बारे में बात की थी यहां तक कि यदि आप अपने चेहरे के माध्यम से और अपने शरीर के माध्यम से बहुत सी चीजों को संवाद करने का प्रबंधन करते हैं शरीर के दो आयाम हैं जब शरीर सक्रिय रूप से संचार करने के लिए होता है और जब आप इशारों का उपयोग कर रहे होते हैं अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपके हाथ हिल रहे हैं इन्हें चित्रकार के रूप में जाना जाता है आप विशिष्ट इशारे कर रहे हैं जैसे कि अगर मैं अपना हाथ ऊपर ले जाऊं और उसे अपने होंठों पर चुप रहने का संकेत दूं तो इसे प्रतीक के रूप में जाना जाता है अब ये इशारे हैं जो बहुत जानबूझकर होते हैं पहला गैर इरादतन इशारा है और दूसरा एक जानबूझकर किया गया इशारा है हम जिन इशारों पर नियंत्रण करते हैं उनमें से कुछ हम जानबूझकर करते हैं अथवा कुछ अन्य इशारे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं बहुत बार आप पाते हैं कि जो लोग सार्वजनिक बोलने के आदि नहीं होते हैं वे अचानक दर्शकों के सामने आने पर घबरा जाते हैं अपने हाथ पेछे रखते है या जेब में डालते हैं क्योंकि वे सहज नहीं हैं और वे नहीं जानते कि हम उनके शरीर से भी संकेत ले रहे हैं दूसरी ओर आप विशिष्ट इशारों को बनाना चाहते हैं जिन इशारों को आप करने जा रहे हैं उन पर आपका पूरा नियंत्रण है चाहे जानबूझकर या अनजाने में ये इशारे फिर से आपको विशिष्ट तरीकों से व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे उस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे कोई व्यक्ति व्याख्या करता है और आपके व्यवहार का आकलन करता है तो इशारे फिर से आपके शरीर को धारण करने के तरीके के साथ जिस तरह से आप सुस्त हैं और जिस तरह से आप आगे झुकते हैं ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भले ही कोई व्यक्ति आपसे दूर चल रहा हो लेकिन आपके चलने के तरीके से वह जान जायेगा की आप हैं चाहे वह आपको ना देखे वह फिर भी आपको पहंचान जायेगा जेस्चर और पोस्टर्स लेनदेन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि सामाजिक बदलावों में आप किसी को कैसे इंगित करते हैं आप किसी के प्रति कैसे इशारा करते हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये संस्कृति और संदर्भ के साथ या अलग अलग चीजों को बनाने के लिए अलग अलग हैं अलग अलग संस्कृति में एक ही संकेत का मतलब अलग अलग हो सकता हैं उदाहरण के लिए अगर मैं कुछ संस्कृतियों में इस तरह का संकेत देता हूं तो इसका मतलब 0 हो सकता है और कुछ अन्य संस्कृतियों में इसका मतलब सराहना का इशारा हो सकता है तो यह फिर से चीजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम बातचीत की इस श्रृंखला के साथ आगे बढ़ेंगे हम झूठ और सच जैसे कुछ बहुत ही रोमांचक चीजों के बारे में बात करेंगे हम कैसे अनुमान लगाते हैं जब लोग झूठ बोल रहे हैं हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि जब लोग सच कह रहे हैं तो हम कई उपकरणों का उपयोग करके इन चीजों की पहचान करने में सक्षम होंगे और मैं इस बात से बहुत उत्साहित हूं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और ये चेहरे की अभिव्यक्ति से संबंधित हैं साथ ही मुद्राएं और हावभाव भी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि आप देखते हैं कि झूठ बोलने की क्षमता आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है इसलिए जब आप एक झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने भाषण में हेरफेर कर रहे हैं जब आप झूठ बोल रहे हैं तो आप अपनी आवाज अपने चेहरे के भाव अपनी मुद्राएं और इशारों में हेरफेर कर रहे हैं और हम में से अधिकांश के लिए उन सभी को एक साथ नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है तो हमेशा कुछ लीक होने की संभावना रहती है इन्हें रिसाव के रूप में जाना जाता है यह लीक बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भाषण के माध्यम से आंखों के संपर्क को बनाए रखने या न बनाए रखने के माध्यम से कई तरीके से हो सकते हैं मैं यह बताना चाहूंगा कि ज्यादातर सामाजिक स्थितियों में हम झूठ बोलने के लिए मजबूर होते हैं इन्हें सफेद झूठ के रूप में जाना जाता है हम उन्हें विस्तार से बताएंगे और हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाद में उन्हें विस्तृत तरीके से उठाएंगे लेकिन यह स्पष्ट कर दूँ की सफेद झूठ एक निर्दोष झूठ है हम कहें कि आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहाँ आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं आप एक दोस्त से मिलने गए हैं और आप खाना खा रहे हैं और आपका खाने का मन नहीं है लेकिन आप उस व्यक्ति को यह कहना नहीं चाहते अगर आप ठीक से खाना नहीं खाते हैं और वह पूछता है खाना कैसा है आपको कहना पड़ेगा कि अच्छा है अब यह सफेद झूठ है इसलिए हमारे पूरे सामाजिक लेन देन के दौरान हम झूठ छोटे झूठ बड़े झूठ कहते रहते हैं सॉफ्ट स्किल्स में अच्छा होने के लिए दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए संचार के नॉन वर्बल पहलुओं पर ध्यान देना बहुत प्रासंगिक है हमने अभी जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है उन क्षेत्रों में से एक जिसका मैंने स्लाइड पर उल्लेख नहीं किया है जो किसी भी तरह से अपने भाषण के क्षेत्र से संबंधित है वह है परलिंगुइस्टिक डायमेंशन क्योंकि भाषण पाठ का गठन करता है इसलिए जब हम मौखिक रूप से कह रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसे शब्दों के रूप में लिखा जा सकता है तो वह टेक्स्ट है लेकिन हम इसे एक विशेष तरीके से भी कह सकते हैं यदि हम टोनिंग में हैं तो हमारी आवाज़ को विशिष्ट तरीकों से संशोधित किया जा सकता है जो कि बहुभाषी घटक है जहां बहुत बार हमारी भावना सबसे अधिक अभिव्यक्त होती है इसलिए जब हम बातचीत के बारे में बात करते हैं तो हम उस बारे में भी बात करने जा रहे हैं और जब हम कुछ हद तक चेहरे की अभिव्यक्ति मुद्राओं और इशारों के बारे में बात करते हैं तो हम इनमें से कुछ क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे मैंने आपसे पहले बात की थी की विभिन्न इशारों का विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ हैं इसलिए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे संस्कृति और संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगेऔर मुझे उम्मीद है कि इस समय तक मैं आपके साथ सॉफ्ट स्किल के संदर्भों में प्रासंगिकता को साझा करने में सक्षम रहा हूं अब हम चीजों के एक और पहलू पर आते हैं और उम्मीद है कि यह एक दिलचस्प रोमांचक होगा क्योंकि ये वर्तमान में बहुत सामयिक अनुसंधान का क्षेत्र हैं और हम इस पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ शायद थोड़ा सा अनुसंधान भी कर पाएंगे ध्वनि और संगीत है जो हमारी इंद्रियों का श्रवण आयाम है एक चैनल है जिसके माध्यम से संचार होता है जब हम भाषण के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसलिए हम अपने संचार के संदर्भ में शोर और ध्वनियों को देखें ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ध्वनियाँ चीजों को प्रासंगिक बना सकती हैं लेकिन हम आम तौर पर ध्वनियों का उपयोग नहीं करते हैं दूसरी ओर संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संचार और सामाजिक संचार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में संगीत आता है अब मुद्दा यह है कि अच्छी तरह से संगीत का आंकड़ा कहां है मैं कहूंगा कि यह आंकड़े मल्टीमीडिया संचार मे हैं ध्वनि और संगीत कुछ अर्थों में मल्टीमीडिया संचार में महत्वपूर्ण है और यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्योंकि समाजीकरण के कार्य में जब हम नई तकनीक का उपयोग करते हैं तो हमारे पास मल्टीमीडिया तक पहुंच होती है हमारे पास एनिमेशन बनाने की क्षमता है हमारे पास ध्वनियों को संगीत और अन्य चीजों को इन एनीमेशन से जोड़ने की क्षमता है और इस प्रकार हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से किसी को संज्ञानात्मक रूप से जानकारी संचारित कर सकते हैं हम भावनाओं को भी संवाद करने में सक्षम होंगे और आप जिन भावनाओं को बहुत बार नियंत्रित और संशोधित करते हैं या यहां तक कि हमारे संज्ञानात्मक निर्णय लेने में हेरफेर भी करते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स के संदर्भ में यह तब होगा जब आप इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ेंगे जब आप इसे सोशल मीडिया से जोड़ेंगे तो यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उदाहरण के लिए यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि लोग फेसबुक पर अपने पसंदीदा गाने देते हैं अब फेसबुक पर अपने पसंदीदा गीत के आपके चित्रण की प्रस्तुति कुछ मायनों में आपकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है आप जिस तरह के व्यक्ति हैं वह अक्सर उस तरह के संगीत से जुड़ा होता है यह वास्तव में किसी के वास्तविक व्यक्तित्व का उपयोग करने का प्रबंधन करता है ये बहस करने योग्य चीजें हैं बात यह है कि जिस तरह का संगीत आप फेसबुक पर पेश करते हैं वह कुछ खास तरीकों से लोगों के अनुभव को निर्धारित करता है इसलिए जब मैं संगीत के बारे में बात करता हूं और जिस तरह से यह संवाद करता है यह वास्तव में सॉफ्ट स्किल्स से दूर नहीं है क्योंकि यह दस साल पहले लगता था क्योंकि आज आप पाते हैं कि यह हमारे जीवन मे मल्टी मीडिया के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए जब हम संगीत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यह देखेंगे कि संगीत कैसे संवाद करता है संगीत की विभिन्न विशेषताएं हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जिस तरह से वे हमारे दृष्टिकोण के बारे में हमारे व्यक्तित्व के बारे में हमारे बारे में संवाद करते हैं और जिस तरह से संगीत का उपयोग भावनाओं को उकसाने के लिए किया जा सकता है भावनाओं और दूसरों को हेरफेर करने के लिए भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है ये कुछ चीजें हैं जो सॉफ्ट स्किल्स के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक होंगे जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे इस बारे में हमारी विस्तृत चर्चा होगी हमारे पास कुछ मज़ेदार गेम और इंटरैक्शन भी होंगे और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि क्विज़ या सर्वेक्षण फर्श संगीत को एक साथ लेते हैं और उन निष्कर्षों के साथ बाहर आते हैं जिन्हें हम सहयोगी रूप से पहचानने में सक्षम हैं इसलिएजब हम संगीत को देख रहे होते हैं तो हम संगीत के अर्थ और संगीत और भावनाओं को देख सकते हैं और फिर मैं इसे उन विशिष्ट गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करूँगा जो आप विशिष्ट समूह में कर सकते हैं कर मै सीमित स्पष्ट से इसे एक संप्रेषणीय संदर्भ में लागू करता हूँ इसलिए यह उन अन्य चीजों में से एक है जो हम एक साथ करेंगे अब हम कंटेम्पररी कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक पर आते हैं जो दृश्य है 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अब दृश्य हावी हो गया और 21 वीं सदी के हमें घेरते हैं और हम विजुअल्स के साथ बहुत समय बिताया है दृश्यों का क्या मतलब है विज़ुअल्स को वास्तव में मल्टीमीडिया से अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन शुरू में विज़ुअल्स के बारे में बात करेंगे हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं वह विज़ुअल्स है अब यह सच था प्राचीन काल में जो आज भी सच है लेकिन आज जो सत्य है वह यह है कि हमारे पास दृश्यों को हेरफेर करने की क्षमता है क्योंकि हमारे संचार वातावरण में दृश्य बनाने और संवाद करने की क्षमता है जब मै एक थिएटर में बैठता हु तब इस थिएटर में 'कितनी चीज़े हैं जो मेरे बस में नही और कितनी चीज़े हैं जो मेरे बस में हैं जैसे की मैं प्रोजेक्टर पे पावर पॉइंट चला सकता हूँ मैं एक मूवी चला सकता हूँ मैं म्यूजिक चला सकता हूं और आपको यह दिखा सकता हूं यह सब विज़ुअल्स का हिस्सा हैं और शक्तिशाली भूमिका निभाता है आज हम विज़ुअल्स और मल्टीमीडिया की दिशा में अधिक से अधिक झुकाव कर रहे हैं सबसे अच्छा उदाहरण टेलीफोन से मोबाइल और मोबाइल से स्मार्ट मोबाइलों तक का आंदोलन है हमारे पास मोबाइल हैं जहां मुख्य रूप से इंटरफ़ेस एक विज़ुअल्स इंटरफ़ेस है जो मुख्य रूप से इंटरैक्शन विज़ुअल्स है यहां तक कि जब हम टेक्स्ट करते हैं तो हम स्माइली का उपयोग करते हैं हम इमोटिकॉन्स का उपयोग करते हैं और ये हमें बताते हैं कि हम टेक्स्ट से संतुष्ट नहीं हैं समय के हर अंक पर हम विज़ुअल्स का उपयोग कर मध्यस्थता करने के लिए अपने जीवन में विज़ुअल्स को सम्मिलित करना करते हैं संभवतः इसलिए हम अपने जीवन में विज़ुअल्स का बहुत उपयोग करते हैंक्यूंकि वह एक बहुत मजबूत भावनात्मक प्रभाव का है इसलिए संचार वातावरण में शायद अब यह अत्यधिक बहस का मुद्दा है और दृश्य बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसलिए जब हम विज़ुअल्स के बारे में बात करते हैं तो हम दो अलग अलग संदर्भों में विज़ुअल्स के बारे में बात करेंगे जब हम पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन या किसी भी प्रकार की प्रस्तुतियां मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो हम विजुअल के बारे में बात करेंगे आप में से कुछ एक साथ प्रेजेंटेशन देतेहोंगे कुछ प्रेजेंटेशन भी अपलोड करते होंगे और उन पर कमेंट भी कर सकते हैं लेकिन हम नए विसुअल एनवायरनमेंट को भी देखेंगे जो डिजिटल युग से उत्पन्न होता है जिस तरह से यह हमें उस तरीके से हेरफेर करता है जिस तरह से हम इसे हेरफेर करते हैं और जिस तरह से यह संचार को प्रभावित करता है विशेष रूप से प्रेरक संचार जो कि आज की ज़रुरत है संचार का अर्थ आज विभिन्न संदर्भों में है यहां तक कि सॉफ्ट स्किल के संदर्भ में भी एक अच्छा सोत्र है और दूसरों को समझाने के लिए प्रबंधन और विजुअल बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं यदि आप एक सौ साल पहले के वैज्ञानिक साहित्य को देखें और आप आज के ग्राफ़िक्स को देखे अगर आप ग्राफ़ को देखे अगर आप आँकड़ों के विजुअल को देखे तो आप पाते हैं कि आज यह बहुत बेहतर है बहुत अधिक शक्तिशाली है बहुत अधिक नवीन और रचनात्मक रूप से एनिमेटेड भी डिज़ाइन किया गया है ऐसा क्यों है क्योंकि यह सिर्फ तथ्य और आंकड़े नहीं हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इन तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण सीमा तक भी मायने रखते हैं और यह वह जगह है जहाँ आँकड़ों और चीजों को प्रदर्शित करने का दृश्य आयाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर आप विजुअल देख रहे हैं हम पाते हैं कि मैंने जो पहला अंक बनाया था वह 20 वीं शताब्दी में विजुअल्स के बढ़ने और उसकी व्यापकता के बारे में था क्योंकि आज भी होर्डिंग्स एनिमेटेड हैं यदि आप क्रिकेट स्टेडियम को देखे यदि आप उन सीमाओं को देखे जिन्हें आप विज़ुअल मानते हैं वो एनिमेटेड हैं यदि आप एक उप मार्ग पर चल रहे हैं यदि आप कुछ स्थानों पर चल रहे हैं यदि आप होर्डिंग्स को देख रहे हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स अब वे गतिशील हो गए हैं वे पहले विजुअल थे लेकिन यदि आप किसी शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं तो ये बातें बहुत आम हो गई हैं दूसरा अंक जो मैं बनाना चाहता हूं वह है की विजुअल सप्लीमेंट्सहोते हैं जब हम संचार के बारे में बात कर रहे थे जब हम भाषण बॉडी लैंग्वेज अशाब्दिक संचार के बारे में बात कर रहे थेअगर आप एक प्रस्तुति के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो विजुअल एक पूरक के रूप में कार्य करता है यह कुछ ऐसा है जो जोड़ा जाता है जो संचार प्रक्रिया को बढ़ाता है यदि आप वैज्ञानिक साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं यदि आप रेखांकन दिखाते हैं तो विजुअल एक पूरक है इसलिए एक पूरक के रूप में विजुअल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे तलाशने की आवश्यकता है और हम आगे बढ़ते हुए विस्तृत तरीके से करेंगे और फिर से जैसा कि मैंने आपके साथ थोड़ा पहले कहा था कि यह सॉफ्ट स्किल के संदर्भ में प्रासंगिक है विजुअल अन्य पहलुओं के साथ आता है यह स्थैतिक होता है यह डायनामिक हो सकते हैं अर्थात वे एनीमेशन हो इसके साथ ही विजुअल में आवाजें भी शामिल हैं इसलिए जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके पास मल्टीमीडिया है क्योंकि आप मेरी बात सुन सकते हैं और आप मुझे एक साथ देख पा रहे हैं मल्टीमीडिया का अर्थ अन्तरक्रियाशीलता की क्षमता भी है यह हाल की तरह की मल्टीमीडिया है जिसे हम देख रहे हैं और यह फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक छोटी स्मार्ट फ़ोन का उपयोग करके भी मल्टीमीडिया बनाने की क्षमता है और इसलिए यह एक पहलू है और हम उन चीजों का संचार करने के लिए उपयोग करते हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुतियां भेजते हैं हम स्काइप का उपयोग करके प्रस्तुतिकरण करते हैं और मैं पावर प्वाइंट स्लाइड्स का उपयोग करके आपके लिए एक प्रस्तुति दे रहा हूं इसलिए विभिन्न प्रकार के संचार संदर्भों के संदर्भों में विजुअल और मल्टीमीडिया और उनका उपयोग करके एक छाप बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसलिए इसे ऊपर ले जाएगा अब मैं आपके साथ एक उदाहरण साझा करना चाहूंगा कि विजुअल कितना रोमांचक हो सकता है अब अगर आप इस छवि को देख रहे हैं तो यह एक ऐसी छवि है जिसे 1937 में फ्रांसीसी चित्रकार सल्वाडारो डाली ने नरगिस का फूल के रूपक के रूप में जाना था अब ग्रीक पौराणिक कथाओं में मादक द्रव्य की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे खुद से प्यार है और जो भी कारण है वह ग्रीक देवता को नाराज करता हैं और वह क्रोधित देवी उसे यह शाप देती है कि उसे खुद से इतना प्यार हो जाएगा कि वह खुद को खुद से दूर नहीं कर पाएगी और इसलिए आप पाते हैं कि एक अवसर पर वह पानी में नीचे देखता अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखता है और वह इस पर इतना मोहित हो जाता है कि फिर कभी देखने का प्रबंधन नहीं करता है उस मिथक के अनुसार इस अभिशाप के कारण वह अभी भी पानी में दिखता है और समय के साथ वह रूपांतरित हो जाता है और एक छोटा और सुंदर फूल बन जाता है जिसे नरगिस का फूल कहते हैं इसलिए यदि आप इन विशेष रूप से बहुत शक्तिशाली दृश्य देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि इस कहानी को चित्रित किया गया है हालांकि यह एक तरह से है जो हमारी दृष्टि को विशिष्ट तरीकों से कर देता है यदि आप बारीकी से देखते हैं कि आप पाते हैं कि यह सिर है और यह घुटने है यह धड़ है यह जांघ है यह छाती है और यह है कंधे आप पाते हैं कि एक हाथ पानी में जा रहा है और यहाँ प्रतिबिंब है यह घुटने के इस हिस्से को फिर से पानी में नीचे जा रहा है आप टखने और टखने का प्रतिबिंब देख सकते हैं दूसरा पैर मुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं कि घुटने यहाँ पर मुड़े हुए हैं और यहाँ अन्य कंधे वापस humped है तो आप उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने अपना सिर अपने घुटने पर रखा है और वह पानी में नीचे देख रहा है दूसरी ओर यदि आप इस छवि को देख रहे हैं जो बहुत समान है स्थिति आकार बहुत समान हैं लेकिन यदि आप इसे समझ में लाने केलिए हैं तो आपको इसे एक अलग अर्थ में समझना होगा कल्पना कीजिए कि हाथ पानी से बाहर निकल रहा है हाथ यहाँ उभर रहा है और यह हाथ का प्रतिबिंब है यहाँ आप जो देख सकते हैं वह पहली उँगलियाँ है यह दूसरी तीसरी और चौथी उँगलियाँ यहाँ पर मुड़ी हुई हैं और यह पानी से निकलने वाला अंगूठा है तो अंगूठे और उनके भीतर की उंगली वे एक अंडा धारण कर रहे हैं और अंडे के बाहर एक सुंदर नार्सिसस फूल उभर रहा है तो आप पाते हैं कि हमारे यहां जो कुछ भी है वह दृश्यों का चित्रण है और जिस तरह से दृश्य विभिन्न दिलचस्प तरीकों से बहुत शक्तिशाली तरीके से संवाद करने का प्रबंधन करता है लेकिन यह हमें दृश्य के बारे में और भी बहुत कुछ बताने का प्रबंधन करता है कि दृश्य भ्रामक हो सकते हैं दृश्य भ्रम पैदा कर सकते हैं दृश्य हमें नेतृत्व कर सकते हैं और जिस तरह के अभिविन्यास के आधार पर दृश्य हमें अलग अलग कहानियां बता सकते हैं आप अभिविन्यास के अर्थ को बदलते हैं दृश्य बदलता है आप रंग बदलते हैं दृश्य का अर्थ संदर्भ बदलता है और विभिन्न प्रतीकात्मक घटक जो इसे घेरते हैं और संपूर्ण चीज़ का अर्थ बदल जाता है यह पेंटिंग जो मैंने अभी आपके साथ साझा की है इनमें से कई घटकों का एक चित्रण है जो दृश्य में बहुत शक्तिशाली रूप से स्थित हैं और यह उन क्षेत्रों में से एक है जिस पर हम इस सत्र के साथ आगे बढ़ने वाले हैं इसलिए अगली कुछ चीजें जिन्हें हम देखने जा रहे हैं वे संस्कृति और संदर्भ होंगी किसी भी संस्कृति की बहुत व्यापक परिभाषा है हम राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं हम स्थानीय संस्कृति राज्य संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं जहाँ हम अपनी मान्यताओं अपने दृष्टिकोणों अपने विशिष्ट व्यवहार के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं जिस तरह से हम एक ही भाषा में भी अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन जब हम एक उप संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हम उससे भी छोटे क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं बता दें कि IIT खड़गपुर की संस्कृति को उप संस्कृति माना जा सकता है आप पाते हैं कि इस विशेष स्थान के भीतर लोग विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं लोग विशेष तरीके से लेन देन करते हैं लोग विशिष्ट भाषाओं का उपयोग करते हैं विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं होते हैं यदि आप आईआईटी खड़गपुर में रंगोली या दीपावली के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज़ के लिए गूगल करते हैं तो आप पाएंगे कि ये भी अलग अलग त्योहार हैं जो अत्यधिक प्रचारित हैं जो इस विशेष स्थान के लिए अद्वितीय हैं अब यह हमारे उपसंस्कृति का हिस्सा है कि छात्र इन चीजों को विशिष्ट या विशेष तरीके से करते हैं अब संस्कृति सॉफ्ट स्किल्स और संचार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम जिस कारण के बारे में बात कर रहे हैं वह यह है क्योंकि जब हम किसी विशेष स्थान की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एहसास होता है कि यह कुछ ऐसा है जो निर्धारित करता है कि हम कैसे समझते हैं एक जगह कहा जा रहा है कि नमस्कार इस की जगह नमस्कारम वह चीज है जिसका उपयोग किया जाता है दूसरे में आप पाते हैं कि यहा नमस्ते है इसलिए इन परिवर्तनों से इन छोटी चीजों में एक महत्वपूर्ण अंतर आता है और किसी को उस संस्कृति के बारे में बहुत व्यापक होने की आवश्यकता होती है जिसके भीतर एक संचार कर रहा है इसलिए यह प्रासंगिक है कि हम इसे उदारतापूर्वक अलग अलग समय पर उठाएंगे संदर्भ कुछ ऐसा है जिसे मैं इन ४ पंक्तियों को दिखाते हुए संक्षेप में बताऊंगा कि सोशल मीडिया गोड्स मस्ट बी क्रेज़ीमध्यकालीन यूरोपग्लास बनाना और पानी होगा जब आप इन ४ पंक्तियों को देखते हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता जब तक आप इस बोतल को सिर्फ रूपांतरित या परिवर्तित नहीं करेंगे डा गोड्स मस्ट बे क्रेजी एक फिल्म है जो कोका कोला की बोतल से शुरू होती है मध्यकालीन यूरोप में ग्लास बनाना और बोतल बनाना बहुत महत्वपूर्ण था पानी बोतल के अंदर समाहित है आप पाते हैं कि इसके साथ शुरू करने के लिए चार वाक्यों को अर्थ के भीतर दिया जाता है बोतल के संदर्भ में उपहार जब बोतल लाया जाता है तो एक संदर्भ बनाता है और वे विभिन्न तरीकों से बातचीत करते हैं और एक अवधारणा के रूप में एक ही बोतल के विभिन्न आयाम के स्वतंत्र रूप से भी वे बातचीत करने और देने का प्रबंधन करते हैं संदर्भ फिर से वही है जो प्रासंगिक है अब वह चीज जो मैंने आपके साथ पहले ही साझा कर दी है लेकिन जो मैं जल्दी से यहाँ उठाऊंगा वह है नया मीडिया जो सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन के लिए बहुत प्रासंगिक है नया मीडिया डिजिटल मीडिया है हम अभी इसके विवरण में नहीं जाएंगे ऑनलाइन समाचार पत्र ब्लॉग विकी वीडियो गेम सोशल मीडिया और इनकी मूलभूत विशेषता संवाद बातचीत होते हैं तो जल्दी से बातचीत करने के लिए एक स्थायी गुंजाइश है यहां तक कि पत्र लिखे गए थे और जो महीनों लग गए सप्ताह लग गए वितरित किए जाने के लिए और उनकी प्रमुख विशेषताओं के साथ वे हेरफेर किए जा सकते हैं वे नेटवर्क हो सकते हैं वे घने हो सकते है उन्हें संकुचित किया जा सकता है और वे बहुत इंटरैक्टिव हैं अब ये प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें हम आपकी मदद से प्रयोग करते हुए देखेंगे क्योंकि हम उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हम अगली कुछ कक्षाओं के साथ आगे बढ़ते हैं इसलिए नई अवधारणाओं को सीखना सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क मल्टीमीडिया ई लर्निंग और शिक्षाशास्त्र हाइपरमीडिया हम इनमें से कुछ अवधारणाओं से निपटेंगे क्योंकि अब वे संचार और नरम कौशल के संदर्भ में प्रासंगिक हो गए हैं सॉफ्ट स्किल्स आज हम इन पर ध्यान केंद्रित नहीं करने जा रहे हैं लेकिन हम निश्चित रूप से उन्हें उठाएंगे क्योंकि हमने नए मीडिया की खोज की थी इसलिए ये उन महत्वपूर्ण अंकों का सारांश हैं जिन्हें हमने इसके लिए बनाया है और जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया था कृपया वह सर्वेक्षण लें जो हमने शुरू किया था और अगले सत्र में हम सुनने पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि यह संचार के लिए सबसे बुनियादी चीजों में से 21एक है